ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन और हमने पदानुक्रमिक संरचना को संक्षिप्त रूपसे देख भी लिया है हर सिस्टम का विश्लेषण करेंगे उसमें यह गुण मौजूद ज़रूर होगा अब अगला रिलेटिव प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि इसकी कोई अनूठी परिभाषा नहीं है ऑब्जर्वर नहीं हो सकता है और इसका विपरीत भी मान्य है यह आपकी पसंद है कि आप सिस्टम बताने होंगे उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर को लिया जा सकता है या आप नीचे या ऊपर जा सकते हैं और कह सकते हैं कि यह कोई प्रिमिटिव स्वैच्छित हैं अगला है कॉम्प्लेक्स सिस्टम अपघटित किया जा सकता है इसी समय दिलचस्प रूप से वे वियोजनिय हैं लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं यदि CPU हार्ड डिस्क को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा जो सीपीयू प्रदर्शित करना चाहता है तो एक तरफ वे हैं वियोजनिय लेकिन दूसरी तरफ वे लगभग वियोजनिय हैं इसलिए हम उनके परस्पर इंटरकनेक्शन को देख सकते हैं यदि आप सीपीयू से बहुत अधिक है इसलिए अगर हम इस पर गौर करते हैं और इस इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं यानी घटक के भीतर इंटर कॉम्पोनेंट से काफी मजबूत होगा इससे बहुत हाय फ्रीक्वेंसी हमें इंटर कंपोनेंट इंटरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा लेकिन सीपीयू को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करें अगर सिपरेशन ऑफ कंसर्न का स्वतंत्र रूप से अध्ययन डिजाइन और विकास करने में सक्षम नहीं हो पाते तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण डिज़ाइन के संदर्भ से यह तीसरी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा जो हम निरीक्षण करते हैं वह है सामान्य पैटर्न वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं यदि मैं प्रोसेसर को समझता हूँ तो मैं इन सभी को समझता हूं इसलिए इस समानता का पता लगाना चुनौतियों में से एक है या प्रमुख तरीको में से एक जिसके माध्यम से ओ ओ ए डी के बीच विभिन्न प्रकार के सबसिस्टम नहीं है तो अगर हम उन सबसिस्टम को समय की अवधि में अच्छी तरह से समझें फिर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं और अगर मैं सिर्फ बहुत विशिष्ट उदाहरणों के बारे में बात करता हूं तो आपके पास सी हैं ये सभी कॉमन पैटर्न का उपयोग करके पुन प्रयोज्य समाधान बनाने की अनुमति देता है तो यह चौथी विशेषता है जो ऐसी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है 5 वीं और अंतिम विशेषता स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म के विकास से निपटना चाहिए एक प्रणाली का विकास जो जटिल है एक ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं तो हम अनिवार्य रूप से असफलता का सामना करेंगे तो जिसमें हम सफल होते हैं वह एक सरल प्रणाली से शुरू होता है और फिर परिष्कृत होता है कुछ औरजटिलता जोड़ें और फिर से परिष्कृत इसलिए इस दृष्टिकोण को आम तौर पर इटरेटिव रिफाईनमेंट के साथ काम करना पड़ता है बिट्स आकार में परिमित हैं वे अतिप्रवाह करेंगे नीचे की ओर बहेंगे और यह सभी में उच्च है की आप ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लेते है एक बार जब आप कहते हैं कि इनटीजर की इन संख्याओं आदि का निर्माण कर लिया है फिर आप उन्हें बड़ी कार्यक्षमता बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं अब आप मैट्रिस पर काम कर रहे है इसलिए अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरह के ऑब्जेक्ट जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं बनाया एक बार जब आप इसे बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैट्रिक्स एक प्रिमिटिव है और क्या जटिल एक सापेक्ष शब्द है और जब हम सिस्टम बनाना चाहते हैं तब हम इसका फायदा उठाते हैं हमें सिस्टम के एक चरण से हमें सिस्टम के एक चरण से अगले एक तक शोधन द्वारा जाना होगा और इसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म कहा जाता है इसलिए जब मैंने संख्या का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है या मैट्रिसेस का प्रतिनिधित्व करके या इक्वेशन अपने आप से स्थिर रहे जो कुछ भी मैं मैट्रिस का प्रतिनिधित्व करने और हेरफेर करने के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए काम करता हूंवह दूसरे अधिक प्रणालियों का निर्माणतक स्थिर होना चाहिए तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डिजाइन करने का प्रयास अनिवार्य रूप से आपदा की ओर ले जाएगा तो ये 5 विशेषताएं हैं जिन्हें हमने अध्ययनकिया हैं इसलिए यदि हमइन्हें जोड़ते हैं तो हमने मानव निर्मित प्राकृतिक और सामाजिक प्रकार की प्रशासनिक प्रकार की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने का प्रयास किया है हम हैं कोई सिद्ध सिद्धांत नहीं है कि ऐसा होगा चीजें वैसे ही होंगी जैसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उदाहरण देकर हमने यह समझने की कोशिश की है कि बहुत कुछ सामान्य गुण है जो मौजूद हैं और फिर हमने उनके माध्यम से स्कैन को देखा